पेटेंट योग्य खोज क्या है पेटेंट योग्य खोज क्या है आम धारणा के विपरीत एक पेटेंटबिलिटी खोज एक प्रयास है जो यह निर्धारित करने की दिशा में निर्देशित है कि क्या एक आविष्कार स्पष्ट है या नहीं आम धारणा के विपरीत एक पेटेंटबिलिटी खोज एक प्रयास है जो यह निर्धारित करने की दिशा में निर्देशित है कि क्या एक आविष्कार स्पष्ट है या नहीं पेटेंट खोज यह देखने के लिए निर्देशित की जाती है कि क्या एक आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम शामिल है पेटेंट खोज यह देखने के लिए निर्देशित की जाती है कि क्या एक आविष्कार में एक आविष्कारशील कदम शामिल है यहयह निर्धारित करने की दिशा में निर्देशित नहीं होता कि क्या एक आविष्कार में नवीनता शामिल है यहयह निर्धारित करने की दिशा में निर्देशित नहीं होता कि क्या एक आविष्कार में नवीनता शामिल है यह एक भेद है जिसे समझना और शुरू में स्थापित होना महत्वपूर्ण है यह एक भेद है जिसे समझना और शुरू में स्थापित होना महत्वपूर्ण है भारतीय पेटेंट अधिनियम में धारा 13 एक प्रावधान है जो पिछले प्रकाशन या पूर्व दावे की पूर्वानुमान की खोज के लिए कहता है भारतीय पेटेंट अधिनियम में धारा 13 एक प्रावधान है जो पिछले प्रकाशन या पूर्व दावे की पूर्वानुमान की खोज के लिए कहता है दूसरे शब्दों में यह एक खोज है जो एक परीक्षक द्वारा किया जाती है जब एक आवेदन दायर किया जाता है दूसरे शब्दों में यह एक खोज है जो एक परीक्षक द्वारा किया जाती है जब एक आवेदन दायर किया जाता है इस खोज का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक पेटेंट आवेदन में शामिल किए गए आविष्कार का अनुमान नहीं लगाया गया है इस खोज का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक पेटेंट आवेदन में शामिल किए गए आविष्कार का अनुमान नहीं लगाया गया है इसलिए आम बोलचाल में जब आप किसी खोज के बारे में बात करते हैं तो किसी के लिए नवीनता की खोज पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है इसलिए आम बोलचाल में जब आप किसी खोज के बारे में बात करते हैं तो किसी के लिए नवीनता की खोज पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है लेकिन दुनिया भर में पेटेंट की खोजों का निर्धारण यह निर्धारित करने में किया जाता है कि क्या यह एक आविष्कारशील कदम है या क्या आविष्कार स्पष्ट है या नहीं लेकिन दुनिया भर में पेटेंट की खोजों का निर्धारण यह निर्धारित करने में किया जाता है कि क्या यह एक आविष्कारशील कदम है या क्या आविष्कार स्पष्ट है या नहीं जिस कारण से आवेदक पेटेंट संबंधी खोज करना चाहता है वह पेटेंट प्राप्त करने की संभावनाओं का निर्धारण कर सकता है जिस कारण से आवेदक पेटेंट संबंधी खोज करना चाहता है वह पेटेंट प्राप्त करने की संभावनाओं का निर्धारण कर सकता है क्योंकि एक बार जब आप आविष्कारशील कदम के बारे में तर्कसंगत रूप से आश्वस्त हो जाते हैं तो पेटेंट के अन्य चीजों से संतुष्ट होने की संभावना बहुत बेहतर होती है क्योंकि एक बार जब आप आविष्कारशील कदम के बारे में तर्कसंगत रूप से आश्वस्त हो जाते हैं तो पेटेंट के अन्य चीजों से संतुष्ट होने की संभावना बहुत बेहतर होती है एक पेटेंटबिलिटी खोज में घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो सामान्य रूप से एक पेटेंट खोज में परिणत होती है एक पेटेंटबिलिटी खोज में घटनाओं की एक श्रृंखला होती है जो सामान्य रूप से एक पेटेंट खोज में परिणत होती है सम्मेलन द्वारा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उन्नत न्यायालयों में पेटेंट वकील द्वारा पेटेंट की खोज नहीं की जाती है सम्मेलन द्वारा विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे उन्नत न्यायालयों में पेटेंट वकील द्वारा पेटेंट की खोज नहीं की जाती है यह वह व्यक्ति नहीं है जो खोज करने वाले पेटेंट का मसौदा तैयार करता है यह वह व्यक्ति नहीं है जो खोज करने वाले पेटेंट का मसौदा तैयार करता है यह खोजकर्ताओं नामक पेशेवरों के एक अलग समूह द्वारा किया जाता है यह खोजकर्ताओं नामक पेशेवरों के एक अलग समूह द्वारा किया जाता है तो मुझे केवल उन अनुक्रमों को सूचीबद्ध करने दें जो सामान्य रूप से तब होते हैं जब एक पेटेंटबिलिटी खोज के लिए अनुरोध किया जाता है तो मुझे केवल उन अनुक्रमों को सूचीबद्ध करने दें जो सामान्य रूप से तब होते हैं जब एक पेटेंटबिलिटी खोज के लिए अनुरोध किया जाता है नंबर एक खोजकर्ता को पेटेंट अटॉर्नी द्वारा एक खोज अनुरोध किया जाता है नंबर एक खोजकर्ता को पेटेंट अटॉर्नी द्वारा एक खोज अनुरोध किया जाता है और यह खोज अनुरोध दर्शाता है कि खोज में खर्च किए जाने का समय और लागत क्या है और यह खोज अनुरोध दर्शाता है कि खोज में खर्च किए जाने का समय और लागत क्या है क्योंकि वह आलोचनात्मक है यह आविष्कार या आविष्कार के प्रकटीकरण को परिभाषित करता हैजिसे खोजा जाना चाहिए और यह उन क्षेत्रों की कुछ व्यापक श्रेणियां भी देता है जहां पेटेंट की तलाश करनी होती है क्योंकि वह आलोचनात्मक है यह आविष्कार या आविष्कार के प्रकटीकरण को परिभाषित करता हैजिसे खोजा जाना चाहिए और यह उन क्षेत्रों की कुछ व्यापक श्रेणियां भी देता है जहां पेटेंट की तलाश करनी होती है एक बार यह हो जाने के बाद दूसरा चरण वास्तव में खोज करना होगा एक बार यह हो जाने के बाद दूसरा चरण वास्तव में खोज करना होगा और यह खोज खोजकर्ता द्वारा की जाती है और यह खोज खोजकर्ता द्वारा की जाती है एक बार जब खोज हो जाती है तो तीसरा चरण खोजकर्ता द्वारा विकसित संदर्भों की समीक्षा करना होगा एक बार जब खोज हो जाती है तो तीसरा चरण खोजकर्ता द्वारा विकसित संदर्भों की समीक्षा करना होगा क्योंकि एक खोजकर्ता विभिन्न पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए एक निशुल्क डेटाबेस या ऑनलाइन या Google द्वारा पेटेंट किए गए निशुल्क पेटेंट का उपयोग कर सकता है जैसे कि अब खोजकर्ता क्या करेगा वह पहले संदर्भों का एक समूह एकत्र करेगा क्योंकि एक खोजकर्ता विभिन्न पेटेंट कार्यालयों द्वारा प्रदान किए गए एक निशुल्क डेटाबेस या ऑनलाइन या Google द्वारा पेटेंट किए गए निशुल्क पेटेंट का उपयोग कर सकता है जैसे कि अब खोजकर्ता क्या करेगा वह पहले संदर्भों का एक समूह एकत्र करेगा तीसरे चरण में इन संदर्भों की समीक्षा करना शामिल होता है तीसरे चरण में इन संदर्भों की समीक्षा करना शामिल होता है चौथा चरण ग्राहक को परिणामों की रिपोर्ट करना होता है चौथा चरण ग्राहक को परिणामों की रिपोर्ट करना होता है अगर खोजकर्ता सीधे आविष्कारक या पेटेंट वकील से निपट रहा हैतो वह ग्राहक स्वयं आविष्कारक हो सकता है अगर खोजकर्ता सीधे आविष्कारक या पेटेंट वकील से निपट रहा हैतो वह ग्राहक स्वयं आविष्कारक हो सकता है यह रिपोर्ट कैसे संप्रेषित की जाती है इसके पेटेंट कानून में कुछ निष्कर्ष हो सकते हैं यह रिपोर्ट कैसे संप्रेषित की जाती है इसके पेटेंट कानून में कुछ निष्कर्ष हो सकते हैं एक बात जिसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है वह यह है कि पेटेंटबिलिटी सर्च वैधता की खोज नहीं है एक बात जिसे अच्छी तरह से समझने की जरूरत है वह यह है कि पेटेंटबिलिटी सर्च वैधता की खोज नहीं है जब आप एक पेटेंट खोज करते हैं तो यह गारंटी नहीं देता है या यह एक आविष्कार की वैधता को वारंट नहीं करता है जब आप एक पेटेंट खोज करते हैं तो यह गारंटी नहीं देता है या यह एक आविष्कार की वैधता को वारंट नहीं करता है यह खंड 13 की भाषा से स्पष्ट है हमारे पास यहां धारा 13 है यह खंड 13 की भाषा से स्पष्ट है हमारे पास यहां धारा 13 है और खंड 13 हमें बताता है कि धारा 13 के तहत परीक्षा और जांच आवश्यक है जो कि पेटेंट कार्यालय द्वारा की जाती है और धारा 13 किसी भी तरह से किसी भी पेटेंट की वैधता वारंट नहीं मानी जाएगी और खंड 13 हमें बताता है कि धारा 13 के तहत परीक्षा और जांच आवश्यक है जो कि पेटेंट कार्यालय द्वारा की जाती है और धारा 13 किसी भी तरह से किसी भी पेटेंट की वैधता वारंट नहीं मानी जाएगी यह हमें बताता है कि खोज पेटेंट की वैधता का वारंट नहीं करती है यह हमें बताता है कि खोज पेटेंट की वैधता का वारंट नहीं करती है यह हमें यह भी बताता है कि पेटेंट की वैधता की जांच से पेटेंट की खोज बहुत अलग है यह हमें यह भी बताता है कि पेटेंट की वैधता की जांच से पेटेंट की खोज बहुत अलग है अब धारा 12 और 13 खोज के पहलुओं को धारा 64 वैधता के पहलुओं को निपटाती है जिसमें उन आधारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है अब धारा 12 और 13 खोज के पहलुओं को धारा 64 वैधता के पहलुओं को निपटाती है जिसमें उन आधारों को सूचीबद्ध किया गया है जिन पर वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है तो ये 2 चीजें पूरी तरह से अलग हैं तो ये 2 चीजें पूरी तरह से अलग हैं आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पेटेंट की खोज पेटेंट की वैधता पर एक रिपोर्ट नहीं है आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पेटेंट की खोज पेटेंट की वैधता पर एक रिपोर्ट नहीं है पेटेंट की वैधता को गहराई से विश्लेषण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और वैधता रिपोर्ट वास्तव में इस बात पर एक बयान देगी कि क्या पेटेंट वैध है परस्पर विरोधी कारण क्या हैं या प्रदत्त पेटेंट के मामले में वे कारण बताएं कि पेटेंट क्यों प्रदान नहीं होना चाहिए या इसे अमान्य क्यों किया जा सकता है पेटेंट की वैधता को गहराई से विश्लेषण की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और वैधता रिपोर्ट वास्तव में इस बात पर एक बयान देगी कि क्या पेटेंट वैध है परस्पर विरोधी कारण क्या हैं या प्रदत्त पेटेंट के मामले में वे कारण बताएं कि पेटेंट क्यों प्रदान नहीं होना चाहिए या इसे अमान्य क्यों किया जा सकता है एक वैधता रिपोर्ट को हम पेटेंटबिलिटी अध्ययन भी कहते हैं एक वैधता रिपोर्ट को हम पेटेंटबिलिटी अध्ययन भी कहते हैं इसका उपयोग कम से कम 3 अलग अलग स्थितियों में किया जाएगा इसका उपयोग कम से कम 3 अलग अलग स्थितियों में किया जाएगा एक इसे पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है जहां प्रतिवादी पेटेंट को अमान्य करने के लिए प्रतिवाद उठाना चाहता है एक इसे पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है जहां प्रतिवादी पेटेंट को अमान्य करने के लिए प्रतिवाद उठाना चाहता है तो प्रतिवाद या अमान्यता का बचाव प्रतिवादी द्वारा पेटेंट उल्लंघन मुकदमे में उठाया जा सकता है तो प्रतिवाद या अमान्यता का बचाव प्रतिवादी द्वारा पेटेंट उल्लंघन मुकदमे में उठाया जा सकता है इसलिए प्रतिवादी को यह जानने के लिए कि पेटेंट मान्य है या नहीं प्रतिवादी वैधता अध्ययन शुरू कर सकता है इसलिए प्रतिवादी को यह जानने के लिए कि पेटेंट मान्य है या नहीं प्रतिवादी वैधता अध्ययन शुरू कर सकता है अब दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि पेटेंटकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए वैधता अध्ययन के लिए कह सकता है कि उसके पास पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में बचने का एक अच्छा मौका है जहाँ अमान्यता पर सवाल उठाया गया है अब दूसरा उदाहरण यह हो सकता है कि पेटेंटकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए वैधता अध्ययन के लिए कह सकता है कि उसके पास पेटेंट उल्लंघन के मुकदमे में बचने का एक अच्छा मौका है जहाँ अमान्यता पर सवाल उठाया गया है तीसरा परिदृश्य जहां वैधता के अध्ययन प्रासंगिकता यह सुनिश्चित करना है कि पेटेंट खरीदने की कोशिश करने वाला लाइसेंसधारी या कोई व्यक्ति यह समझ सके कि पेटेंट का कितना मूल्य है तीसरा परिदृश्य जहां वैधता के अध्ययन प्रासंगिकता यह सुनिश्चित करना है कि पेटेंट खरीदने की कोशिश करने वाला लाइसेंसधारी या कोई व्यक्ति यह समझ सके कि पेटेंट का कितना मूल्य है तो इसे पेटेंट के मूल्य को समझने के लिए एक उपाय या इसके समकक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसे पेटेंट के मूल्य को समझने के लिए एक उपाय या इसके समकक्ष के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है